पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और हमने विशेष रूप से एक ऐसी स्थिति को देखा जहां कई वस्तुओं को देखते हुए ऑर्डर की कुल संख्या पर प्रतिबंध था इस लेक्चर में हम एक और प्रतिबंध या बाध्यता पर विचार करेंगे जहां इन्वेंट्री की खरीद पर या लॉक किए जाने के धनमूल्य पर एक सीमा है तो आइए हम उसी उदाहरण पर विचार करें और फिर प्राप्त परिणाम को फिर उसी संख्यात्मक उदाहरण पर लागू करें तो आइए हम उन 2 वस्तुओं पर विचार करें जिनकी मांग प्रति वर्ष 10000 और 20000 है ऑर्डर की लागत Co समान है प्रति ऑर्डर 300 इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत दोनों वस्तुओं के लिए इकाई लागत का 20 प्रतिशत है और वस्तुओं का इकाई मूल्य 20 और 25 है हमने पहले से ही इन दोनों वस्तुओं के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना की है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रथम आइटम के लिए 122474 और द्वितीय आइटम के लिए 154919 आती है अब उनमें से प्रत्येक के लिए ऑर्डरों की संख्या भी भिन्न है और पिछले लेक्चर में हमने एक ऐसी स्थिति पर ध्यान दिया जहां कुल ऑर्डरों पर एक सीमा या प्रतिबंध था और अंत में हमने एक व्यंजक भी निकाला और दिखाया कि यदि कुल ऑर्डरों पर प्रतिबंध है और यदि वह बाध्यता बाध्यकारी है तो दोनों वस्तुओं की ऑर्डर मात्रा एक ही अनुपात में बढ़ जाती है अब हम एक और बाध्यता डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि औसत इन्वेंट्री में लॉक होने वाले धन के मूल्य पर प्रतिबंध या सीमा है अब यदि इस आइटम का ऑर्डर 122474 इकाई है औसत इन्वेंट्री इस का आधा है Q2 है जो हम पहले ही देख चुके हैं और औसत इन्वेंट्री का धन मूल्य जिसे हम Q 2 C मानते हैं 122474 2 20 122474 होगा जहां C आइटम का यूनिट मूल्य है और दूसरे आइटम के लिए यह 154919 x 25 2 होगा जो 1936488 आएगा तो यह राशि 122474 और 19364 औसत इन्वेंट्री के धन मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि हम चक्र की शुरुआत 122474 से करते हैं चक्र 0 के साथ समाप्त होता है और हमने पहले ही गणना कर ली है कि औसत इन्वेंट्री Q 2 है इसलिए उस का धन मूल्य इतना है तो इन दोनों आइटम के धन मूल्य को एक साथ रखें जो 3161258 पर आता है अब इन दो आइटम को एक साथ रखा तो हमने देखा कि औसत इन्वेंट्री का औसत मूल्य 3161258 है बड़े विनिर्माण संगठनों में सैकड़ों और हजारों आइटम होंगे और औसत इन्वेंट्री का धन मूल्य बहुत अधिक हो सकता है इसलिए संगठन किसी भी समय रखी गई औसत इन्वेंट्री के धन मूल्य पर प्रतिबंध लगाते हैं और फिर ऑर्डर मात्राओं को ऐसे समायोजित किया जाता है कि किसी भी समय बिंदु पर रखी गई औसत इन्वेंट्री का धनमूल्य किसी दिए गए पूर्वनिर्धारित या दिए गए मूल्य से अधिक नहीं होता है इस मामले में अगर हम कहें कि इन दोनों को एक साथ रखा है तो औसत इन्वेंट्री का धन मूल्य 31612 है अब हम एक सवाल करेंगे और कहेंगे कि यदि रखी गई औसत इन्वेंट्री का मनी वैल्यू 31612 के बजाय 25000 तक सीमित है तो ऑर्डर की मात्रा क्या होती है तो यह हमें एक अनुकूलन समस्या की ओर ले जाता है जहाँ हम उसे न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं अब D j आइटम j की वार्षिक मांग है Q j ऑर्डर की मात्रा है तो D j Q j ऑर्डर की संख्या x ऑर्डर कॉस्ट sigma Q j 2 x i C j है अब Q j 2 प्रति वर्ष औसत इन्वेंट्री है i x C j प्रति वर्ष प्रति यूनिट इन्वेंटरी होल्डिंग की लागत है यहां मांग वर्षों में है तो यह ऑर्डर देने की लागत और वहन करने की लागत का प्रतिनिधित्व करता है उस प्रतिबंध के अधीन कि सिग्मा Q j C j 2 B अर्थात Q j C j 2 B के बराबर या उससे कम है अब Qj C j 2 औसत इन्वेंट्री का धन मूल्य है कृपया ध्यान दें कि यहाँ कोई i नहीं है जबकि यहाँ i है जब यहां एक i आता है तो यह प्रति वर्ष इन्वेंटरी वहन करने की लागत का प्रतिनिधित्व करता है यह औसत इन्वेंट्री के धन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है तो Q j C J 2 B से कम है या बराबर है अब यह एक गैर रेखीय अनुकूलन समस्या है क्योंकि Q j यहाँ डिनॉमिनेटर में आता है यहाँ एक रैखिक अवरोध के साथ न्यूमैरेटर में आता है अब जिस पहली चीज़ की हमें ज़रूरत है वह है इस समस्या को एक अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम के रूप में हल करना और अगर ऐसा होता है कि अनकंस्ट्रेंड समस्या का समाधान इस बाध्यता को संतुष्ट करता है तो यह हल इस समस्या के लिए इष्टतम है इसलिए हम उसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं और इस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं अब जब हम इस अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम को हल करते हैं तो यह अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम दो स्वतंत्र प्रॉब्लम्स में बदल जाती है प्रत्येक आइटम के लिए एक जहाँ इष्टतम समाधान इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है हमने पहले ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना कर ली है और हमने कहा है कि संदर्भ समय देखें 0054 इसके मान 122474 और 154919 हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ∑Q j C J 2 का मूल्य हमने पहले ही गणना कर लिया है और वह है Refer Slide Time 0054 3161258 और अब औसत इन्वेंट्री के धन मूल्य पर सीमा 25000 है इसलिए अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम का समाधान जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है जबकि यह बाध्यता बाध्यकारी है और अनकंस्ट्रेंड प्रॉब्लम का समाधान कंस्ट्रेंड प्रॉब्लम लिए इष्टतम या संभव नहीं है तो हमें इस बाध्यता का उपयोग करना होगा और फिर इसे फिर से हल करना होगा जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था कुल लागत फलन की प्रकृति द्वारा अगर यह बाध्यता बाध्यकारी है और इसे संतुष्ट करना होगा या यदि EOQ द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो जब हम अनुकूलन समस्या का समाधान करते हैं ऑर्डर की मात्राएँ अपने आप को इस तरह समायोजित करेंगी कि कुल लागत वक्र की प्रकृति से Q j Cj 2 B के बराबर हो जाएगा और B से कम नहीं होगा हमने पहले ही देखा है कि कुल लागत वक्र इस तरह है इष्टतम यहां कहीं है और औसत इन्वेंट्री के धनमूल्य पर एक सीमा लगाना एक बाध्यता को जोड़ने की तरह है जो इस तरह है और इसलिए इष्टतम यहां आएगा और इष्टतम प्रतिच्छेद बिन्दु के बाईं ओर नहीं आएगा इसलिए जब यह बाधा बाध्यकारी होती है तो यह एक समीकरण होगा और यह एक असमानता नहीं होगी अब जिस क्षण हम समझते हैं कि यह एक समीकरण बनने जा रहा है तब हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले मामले में किया था और फिर इसे हल करें तो लैग्रैन्जियन प्रॉब्लम बन जाएगी L Σ D j Q j Co Σ Qj i C j 2 ƛ Σ Q j C j 2 B अब हम लैग्रैन्जियन फलन को Q के संबंध में और लैम्ब्डा के संबंध में आंशिक रूप से विभेदित कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो Qk के संबंध में आंशिक रूप से विभेद करना और इसे 0 के बराबर रखना हमें Dk Qk 2 Co i Ck 2 ƛ Ck 2 0 देगा अब यह सरलीकरण पर हमें देगा Qj मैं इसे सामान्य j के लिए लिख रहा हूं Qj √2 D j Co i ƛ C j में है अब हम Q j की गणना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं जब हम लैम्ब्डा के मूल्य को जानते हैं क्योंकि अभी इस समीकरण में लैम्बडा के अलावा अन्य सभी मान ज्ञात हैं इसलिए हमें लैम्ब्डा का पता लगाने की आवश्यकता है और लैम्ब्डा का पता लगाने के लिए हम लैम्ब्डा के संबंध में लैग्रैन्जियन फलन को आंशिक रूप से विभेदित करते हैं अतः dou L dou lambda 0 हमें Σ Q j C j 2 B इसलिए ƛ को खोजने के लिए हम Q j का स्थानापन्न करते हैं और इसलिए हमें यह मिलता है कुछ ऐसा है जैसे सिग्मा अब Qj √ 2 D j Co i ƛ C j x Cj 2 B के बराबर है इसलिए हम √ Co i ƛ पर ले सकते हैं √ Co निकाल सकते है √ i ƛ निकाल सकते है यहां एक √2 है यहां 2 है तो एक √2 है जो इस वर्गमूल के अंतर्गत आता है फिर Σ √ D j C j B है यहाँ एक √ C j है यहाँ पर C j है इसलिए इस पर √ है अतः वर्ग करने पर Co 2 i ƛ x Σ √ 2 B2 के बराबर होता है i ƛ Co 2 B 2 Σ √ 2 के बराबर होता है जिससे ƛ Co 2 B2 Σ √ 2 i तो यह लैम्ब्डा के लिए अभिव्यक्ति है और फिर हम अब लैम्बडा के लिए मूल्यों का स्थानापन्न कर सकते हैं Q का मान पाने के लिए तो अब हम इसे उस संख्यात्मक उदाहरण पर लागू करते हैं जो हमारे पास है इसलिए इस संख्यात्मक उदाहरण में लागू करने पर ƛ 300 2 x 250002 x √ √ 2 हमने B को 25000 रखा है और इस सरलीकरण पर हमें ƛ 012 मिलेगा और 012 के बराबर लैंबडा होने पर हम वापस जा सकते हैं और Q1 एवं Q 2 की गणना कर सकते हैं तो Q 1 √ 2 x 10000 x 300 032 x 20 Refer Slide Time 0917 तो i 02 ƛ 012 है इसलिए 032 x 20 है इसलिए गणना करने पर Q 1 9685647 और Q 2 1225148 है इसलिए हम देखते हैं कि ऑर्डर की मात्रा कम हो गई है वे 9685647 और 1225148 हो गए हैं Refer Slide Time 0054 122474 और 154919 के बजाय हम यह सरल गणना भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 9685647 x 20 2 जो कि Q 1 C 1 2 Q 2 C 2 2 25000 है जो कि हमारा लगाया गया प्रतिबंध है एक दिलचस्प नियम भी है बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था अब हम Refer Slide Time 0054 कुल 3161258 से 25000 तक लाना चाहते हैं इसके लिए ऑर्डर मात्राओं को आनुपातिक रूप से समायोजित करना पर्याप्त है तो हम यह भी साबित कर सकते हैं कि Q 1 Q 1 स्टार Q 2 Q 2 स्टार B Σ Q j स्टार C j 2 के बराबर है उदाहरण के लिए 9685647 122474 07908 के बराबर है अब यह 122515 154919 के बराबर है और यह 25000 2561258 के समान है अब हम अनुभव करते हैं कि ऑर्डरिंग मात्रा आनुपातिक रूप से समायोजित हो जाती है और factor 07908 है इसके माध्यम से यह प्राप्त करना भी संभव है कि ऑर्डर मात्राएं आनुपातिक रूप से समायोजित हो जाती है अब दो अन्य मुद्दे हैं जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है एक हम ƛ के लिए एक closed form समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं हम लैम्ब्डा के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं जो अगर हम इन सभी मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम लैम्ब्डा का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं जो हमें वहां ले जाएगा यह इसलिए क्योंकि बाध्यता term Qj Cj 2 B और यह लैग्रैन्जियन में चला जाता है और एक Qj i Cj 2 भी है इसलिए यह term और यह term लगभग समान हैं और लैग्रैन्जियन गुणक के साथ मुझे एक i और लैम्बडा मिलता है जो इसमें जाता है और इसलिए हम एक समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं पिछले मामले में हमने ऑर्डरों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि बाध्यता Dj Qj n के बराबर थी तो वहाँ एक Co है और एक ƛ था तो हम एक Co ƛ term प्राप्त कर सकते हैं यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह का एक closed form समाधान संभव था क्योंकि Co और i Refer Slide Time 0054 को दोनों वस्तुओं के लिए समान माना जाता है यदि Co और i दोनों वस्तुओं के लिए समान नहीं थे और अगर हमारे पास C 0 1 और C 0 2 होते जो अलग अलग होते तो सीधे तौर पर इसके लिए इस closed form समाधान को प्राप्त करना संभव नहीं होता ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद यह मुद्दा आता है कि क्या हम दोनों वस्तुओं के लिए Co के समान मूल्य और i के समान मूल्य देने में उचित हैं एक तरह से i के समान मूल्य को समझा और समझाया जा सकता है क्योंकि i इन वस्तुओं की खरीद के लिए उधार लिए गए पैसे पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है और हम यह मान सकते हैं कि जिस वस्तु की खरीद की जाती है उसके बावजूद ब्याज समान रहता है और इसलिए वहन करने वाली लागत i x C हो जाती है और i उन सभी के लिए समान होता है अब क्या हम उन सभी के लिए Co समान रखने में न्यायसंगत हैं कुछ अर्थों में उत्तर हाँ है क्योंकि दो अलग अलग कारण हो सकते हैं एक है विभिन्न वस्तुओं के लिए व्यक्तिगत रूप से Co की गणना करना भी बेहद मुश्किल है और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं अंतर बहुत छोटा और नगण्य हो सकता है इसे देखने का दूसरा तरीका है अनिवार्य रूप से Co के घटक हैं निरीक्षण परिवहन ऑर्डर प्लेसिंग इत्यादि और यदि वही लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं तो निरीक्षण लागत अलग नहीं हो सकती है लेकिन यदि निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है या यदि निरीक्षण के लिए निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के कौशल सेट में अंतर की आवश्यकता होती है तो Co अलग हो सकता है इसी तरह परिवहन अनिवार्य रूप से ट्रकों के माध्यम से होने जा रहा है और अगर हम मानते हैं कि परिवहन किए गए आइटम के बावजूद ट्रक की लागत समान है फिर यह मान लेना अवास्तविक नहीं है कि Co एक ही है तो Co को एक ही माना जा सकता है हालांकि अगर इन वस्तुओं में से कुछ के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए अगर हमें कुछ ले जाने के लिए एक वातानुकूलित ट्रक की आवश्यकता होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के लिए आपको वातानुकूलित ट्रक की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑर्डर की लागत अलग अलग हो सकती है लेकिन इस गणना के उद्देश्य के लिए हम मानते हैं कि ऑर्डर की लागत समान है i एक ही है और क्योंकि ये बाधाएं बहुत समान प्रकृति की हैं हम लैम्ब्डा के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसके अंत में हम इसके माध्यम से साबित करने में भी सक्षम हैं हालांकि हमने इसे दिखाने का प्रयास नहीं किया है कि Q 1 Q1 स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है यह नई ऑर्डर मात्रा है तो नई ऑर्डर मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस अनुपात का अनुसरण करती है इसलिए यह आनुपातिक रूप से समायोजित हो जाता है क्योंकि कुल आइटमों की एक सीमा होती है दूसरा पहलू जिस पर गौर करने की जरूरत है वह भी यहीं कहीं है हमने कहा कि यदि इस बाधा का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो यह बाधा एक समीकरण के रूप में संतुष्ट होगी और असमानता के रूप में संतुष्ट नहीं होगी अब यह समझ कि यह एक समीकरण के रूप में संतुष्ट है हमें इसे हल करने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में Lagrangian गुणक का उपयोग करने में मदद करता है इसलिए लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों का उपयोग करने का बहुत विचार इस तथ्य के आसपास केंद्रित है कि हम एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं जहां बाध्यता एक समीकरण है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम सिर्फ तर्क के लिए यदि हम कहते हैं कि इसके 31612 के बजाय हम 25000 के साथ इस समस्या को हल करते हैं मान लीजिए हम 35000 के साथ इस समस्या को हल करते हैं यदि औसत इन्वेंट्री के धन मूल्य पर सीमा 25000 के बजाय 35000 थी तो क्या होता है यदि यह 35000 था और यदि ƛ को प्राप्त करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया था तो हमें यहां एक ऋणात्मक ƛ मिलेगा यदि हम 25000 के बजाय 35000 के रूप में B को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एक ऋणात्मक ƛ मिलेगा इस बिंदु पर एक ऋणात्मक लैंबडा का अर्थ है बाध्यता वास्तव में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से संतुष्ट है इसलिए किसी को इस का उपयोग ध्यान से करना चाहिए इस लैम्ब्डा का उपयोग इस बात का पता लगाने के बाद ही किया जाना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस स्थिति का उल्लंघन करती है या नहीं Qj Cj 2 B से कम या बराबर है यदि हम भूल जाते हैं और हम फिर भी आँख बंद करके सूत्र का उपयोग करते हैं और अगर हमें ऋणात्मक मिलता है तो यह एक संकेत है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वास्तव में बाध्यता को संतुष्ट करती है या औसत इन्वेंट्री के धनमूल्य पर ऊपरी सीमा को संतुष्ट करती है यदि हम एक ऋणात्मक लैम्ब्डा का उपयोग करने की गलती करते रहते हैं और इसे यहां प्रतिस्थापित करते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि चूंकि लैम्ब्डा ऋणात्मक है इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ऑर्डर या नई ऑर्डर मात्राएं ऐसी होंगी कि धन मूल्य का योग 35000 होगा क्योंकि यह लैम्ब्डा फॉर्मूला इस को एक समीकरण के रूप में संतुष्ट करने से आता है इसलिए यह हमेशा उस संख्या के बराबर होने का प्रयास करेगा जो हम यहां देते हैं तो सही प्रक्रिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हल करना है और केवल तब जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाध्यता का उल्लंघन करती है Qj Cj 2 B से कम या बराबर है फिर हम B के बराबर और फिर Lagrangian गुणकों की विधि का उपयोग करें इसलिए लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर पद्धति का उपयोग यहां दिए गए प्रत्येक मूल्य के लिए नेत्रहीन रूप से नहीं किया जाना चाहिए इसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना है जहाँ यहाँ दिया गया मूल्य यहाँ दिए गए मूल्य से कम है अन्यथा इसे एक समीकरण के रूप में बनाने की चिंता में Refer Slide Time 0917 यह ऑर्डर मात्रा को ऊपर धकेल देगा जो वांछित नहीं है और अगर यह 35000 थे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो 31612 देता है वास्तव में इष्टतम है और इसलिए इस बाध्यता के आने का कोई सवाल ही नहीं है इसलिए ये सभी कंस्ट्रेंट मल्टीपल इन्वेंटरी प्रॉब्लम को हम पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हल करते हैं और केवल जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाध्यता का उल्लंघन करते हैं तो हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग करते हैं और हम उन्हें हल करते हैं अन्य बात यह है कि जब इस मामले में बाध्यता बाधा बन रही है जब हम गणना करते हैं तो आप पाते हैं कि लैम्ब्डा 012 है लगभग 02 है इसलिए इन सभी में इस विशेष समस्या में जब धनमूल्य पर प्रतिबंध होता है और यदि बाधा बाध्यकारी होती है तो लैम्ब्डा आमतौर पर i के ऑर्डर में होगा उदाहरण के लिए हम 400 के बराबर नहीं प्राप्त करेंगे और इसी तरह यह i के ऑर्डर का होगा पहले के उदाहरण में जहाँ ऑर्डरों की संख्या पर प्रतिबंध है लैम्ब्डा Co के ऑर्डर का होगा क्योंकि यहाँ term i लैम्ब्डा है तो लैम्ब्डा i के ऑर्डर का होगा पहले के चित्रण में यह शब्द Co लैम्ब्डा था तो लैम्ब्डा Co के ऑर्डर का होगा जो कि एक और छोटा संकेत है जो हमारे पास है तो लैम्ब्डा i के ऑर्डर का होगा तो आइए अब हम एक और प्रकार की बाधा समस्याओं पर आगे बढ़ते हैं अब हम तीसरे प्रकार के अवरोध देखते हैं जहाँ हम स्थान पर प्रतिबंध लगाते हैं आइए हम मान लें कि वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए एक स्थान प्रतिबंध है अब हम अभी मान लेते हैं कि आवश्यक स्थान क्रमशः 3 और 4 हैं तो मैं इसे S j कहता हूं जो इस आइटम की एक इकाई को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक स्थान है और यह इस आइटम की किसी अन्य इकाई को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक स्थान है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि ये क्यूबिक फीट में हैं और इसके लिए 3 स्थान की आवश्यकता है इसके लिए 4 स्थान की आवश्यकता है इसलिए अब हम जो करने जा रहे हैं वह इन दो वस्तुओं के लिए आवश्यक औसत स्थान है तो हम Q j S j को 2 से विभाजित करेंगे जो इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए आवश्यक औसत स्थान का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए गणना पर Q j Sj 2 हमें देगा 1837125 तो यह हमें 1837125 देगा और अन्य वस्तुओं के लिए Qj Sj 2 हमें 309838 देगा तो यह हमें 309838 देता है और आवश्यक कुल स्थान 49355 है तो चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों आइटम की औसत इन्वेंट्री वैल्यू को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक स्थान 49355 है और मान लें कि हमारे पास इन वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए केवल 4000 का स्थान है अब हम इस समस्या को कैसे हल करते हैं अब इससे पहले कि हम वास्तव में समस्या को हल करें हमें पूरी बात के एक छोटे से पहलू पर ध्यान दें अब यहाँ हमने औसत इन्वेंट्री के लिए स्थान की आवश्यकता को मान लिया है और हमने आने वाली पूरी इन्वेंट्री के लिए इस स्थान आवश्यकता को नहीं देखा है इसलिए यह सवाल है कि क्या स्थान की आवश्यकता औसत इन्वेंट्री को संचय करने के लिए है या क्या स्थान की आवश्यकता पूरी इन्वेंट्री को संचय करने के लिए है जो हमारे पास है अब हम औसत इन्वेंट्री का उपयोग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि कई आइटम हैं और जबकि इनमें से कुछ आइटमों में बहुत बड़ी इन्वेंट्री होगी उनमें से कुछ में इन्वेंट्री की संख्या कम होगी और इसलिए हमें यह मानने में उचित है कि किसी भी समय हम केवल सिस्टम में एक निश्चित औसत इन्वेंट्री रखने जा रहे हैं जिसका भंडारण स्थान हम देख रहे हैं कभी कभी हम एक चरम दृश्य ले सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए जब पूरी इन्वेंट्री आती है और जिसका अर्थ है कि हमें Q j S j की आवश्यकता है Qj Sj 2 की नहीं है इसलिए ये सभी संख्याएँ दुगुनी हो जाती हैं लेकिन तब इसे हल करने की कार्यप्रणाली उस निर्णय से प्रभावित नहीं होती है इसलिए हम यह मानकर आगे बढ़ेंगे कि ये स्थान की आवश्यकता औसत इन्वेंट्री के लिए है जिसका मतलब है कि औसतन हमें 49355 क्यूबिक फीट या यूनिट सबस्पेस की आवश्यकता होती है और मान लेते हैं कि हमारे पास 4000 की है इसलिए अब हमें इसे हल करने की आवश्यकता है समस्या यह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फिर से इसे संतुष्ट नहीं करता है इसलिए हम कहेंगे कि मैं अब ऑर्डर देने की लागत इन्वेंटरी वहन करने की लागत को न्यूनतम करना चाहता हूं और लागत को इस शर्त के अधीन ले जाना चाहता हूं कि औसत इन्वेंट्री के लिए आवश्यक स्थान R से कम या बराबर है इसलिए हमेशा की तरह हम अनकंस्ट्रेंड वर्जन को हल करते हैं तो हमें अनकंस्ट्रेंड वर्जन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और 49355 की औसत स्थान आवश्यकता देता है अब यह 4000 की उपलब्ध जगह की तुलना में अधिक है इसलिए हम एक बार फिर lagrangian करते हैं और कहते हैं कि L बराबर है और एक बार फिर से यह कहें कि इष्टतम पर यह असमानता एक समीकरण बन जाएगी स्पष्ट है कि स्थान पर प्रतिबंध यहां ऑर्डर मात्रा को बढ़ाने के लिए जा रहा है कृपया ध्यान दें कि यह रेखा मौजूद नहीं है तो यह ऑर्डर की मात्रा बढ़ाने जा रहा है तो lagrangian D j Q j Co Σ 2 ƛ Σ Q j Sj 2 R होता है इसलिए Q j के संबंध में आंशिक रूप से विभेद करते हुए हमें D j Q k मिलता है हम कुछ Q k के लिए Q के साथ आंशिक रूप से विभेद करते हैं Co i C k 2 ƛ S k 2 0 से जिसमें से एक सामान्य Q j √ 2 DCo i C j2 D j Co i C j ƛ S j मिलता है अब हम लैम्ब्डा के इस मूल्य को नहीं जानते हैं तो लैम्ब्डा को खोजने के लिए हम आंशिक रूप से Lको लैम्ब्डा के संबंध में विभेद करते हैं और Σ Qj Sj 2 R प्राप्त करते है अब इस विशेष मामले में भले ही हम इस Q j को इस में स्थानापन्न करें और इस समीकरण को लिखने का प्रयास करें इस term i c j lambda S j के कारण हम लैम्ब्डा के लिए एक विशिष्ट व्यंजक प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें एक क्लोजड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको लैम्ब्डा के लिए एक अभिव्यक्ति नहीं मिलती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं तो इस मामले में हम केवल ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग करके लैम्ब्डा के लिए हल कर सकते हैं तो हम लैम्ब्डा के विभिन्न मूल्यों की कोशिश कर सकते हैं और फिर लैम्ब्डा के किसी एक चुने हुए मूल्य के लिए जाँच कर सकते हैं आप Q 1 और Q 2 की गणना कर सकते हैं और फिर यहां स्थानापन्न करके लैम्ब्डा का वह मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए LHS RHS वह लैम्ब्डा का सबसे अच्छा मूल्य है इसलिए जब हम इसे इस संख्यात्मक उदाहरण पर लागू करते हैं तो हमें लैम्ब्डा के विभिन्न मूल्यों को आज़माने की आवश्यकता है और फिर हमने व्यापक मात्रा में गणना के बाद देखा कि इस उदाहरण में लैम्ब्डा 0669 है तो लैम्ब्डा 0669 के बराबर है इससे हमें Q 1 999417 और Q 2 1250326 प्राप्त होते है तो Q 1 और Q 2 अब अलग हैं वे कम हो जाते हैं क्योंकि Refer Slide Time 2848 122474 अब 999417 हो जाता है क्योंकि स्थान पर प्रतिबंध है इसलिए ऑर्डर की मात्रा कम करनी पड़ती है तो 122474 बन जाता है 999417 मुझे फिर से दोहराना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आवश्यक स्थान 4935 है जो उपलब्ध स्थान से अधिक है चूंकि उपलब्ध स्थान कम है स्थान पर प्रतिबंध केवल ऑर्डर मात्रा को कम करेगा तो ऑर्डर की मात्रा घट जाएगी 122474 से 999417 तक और 154919 से 1250326 तक इसलिए हमने अब तक तीन प्रकार की कंस्ट्रेंट इन्वेंटरी प्रॉब्लम को देखा है एक ऑर्डरों की संख्या पर बाधा है दूसरा इन्वेंटरी के धनमूल्य पर है और तीसरा स्थान पर है और हमने तीन अलग अलग व्युत्पन्न किए या हमने तीन अलग अलग उदाहरणों के लिए व्यक्तिगत रूप से समस्या को हल किया हमने एक बार में दो बाध्यताओं को नहीं देखा अब मान लीजिए कि हमारे पास यह दोनों बाध्यताएं थी ऑर्डरों की संख्या साथ ही धन भी कहो इस संख्यात्मक उदाहरण में हमने कहा कि ऑर्डरों की संख्या 15 होनी चाहिए और धन 25000 से कम होना चाहिए अब अगर हमारे पास ऐसी दो बाध्यताएं हैं तो हम इस तरह की समस्या का समाधान कैसे करेंगे अब एक स्पष्ट बात यह है कि कोशिश करें और हम दो बाध्यताओं को लिखते हैं हम दो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों को ला सकते हैं और उन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ला सकते हैं और फिर इसे हल कर सकते हैं ताकि यह पद्धतिगत रूप से सही हो लेकिन हम फिर भी कोशिश करें और देखें कि क्या होता है इसलिए यदि ऑर्डरों की संख्या पर प्रतिबंध है तो ऑर्डर मात्रा में वृद्धि होगी तो यह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है तो ऑर्डर की मात्रा बढ़ जाती है और आपके पास कुछ ऐसा है तो इष्टतम को दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसका अर्थ है कि ऑर्डर की मात्रा बढ़ जाती है यदि मनी वैल्यू की कोई सीमा है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसे संतुष्ट नहीं करती हैं तो इससे ऑर्डर की मात्रा इस तरफ से घट जाएगी और ऑर्डर की मात्रा बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी इसलिए अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यह प्रतिबंध और यह प्रतिबंध दोनों का उल्लंघन करती है है तो हमारे पास समस्या का एक संभव समाधान नहीं हो सकता है इसलिए हमें दो प्रतिबंधों बाध्यता को लिखने और इसे लाग्रांजियन में लेने और विभेदित करने की आवश्यकता नहीं है यदि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन दोनों का उल्लंघन करती है तो यह स्पष्ट है कि समस्या का समाधान संभव नहीं है अब हम ऑर्डरों की संख्या और स्थान के संदर्भ में सोच सकते हैं स्थान उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे इन्वेंट्री व्यवहार करती है क्योंकि यदि धन मूल्य पर प्रतिबंध है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर मात्रा में कमी आती है यदि स्थान पर प्रतिबंध है तो ऑर्डर की मात्रा कम हो जाती है इसलिए यदि हमारे पास ऑर्डरों की संख्या पर प्रतिबंध है और फिर उपलब्ध स्थान पर एक और प्रतिबंध है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों का उल्लंघन करती है तो एक बार फिर उसी तर्क से समाधान संभव नहीं होगा क्योंकि यह प्रतिबंध इसे इस दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा स्थान इसे दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा और इसलिए आपके पास एक संभव समाधान की स्थिति नहीं होगी इसलिए केवल एक चीज जो हम सोच सकते हैं वह यह है कि अगर हमारे पास पैसे पर प्रतिबंध है और अगर हमारे पास स्थान पर प्रतिबंध है दोनों एक ही दिशा में इसे स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं और इसलिए हमारे पास एक समाधान होगा जब हमारे पास पैसे पर प्रतिबंध है साथ ही साथ स्थान पर प्रतिबंध भी है जब हमारे पास ऐसी स्थिति होती है तो इस प्रथम के लिए हल करना आसान है और फिर हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यह समाधान इससे संतुष्ट है या नहीं यदि ऐसा है तो स्वीकार्य है यदि नहीं तो हमें इसके लिए समाधान करना होगा और समाधान स्वतः ही इसे संतुष्ट करेगा क्योंकि धन प्रतिबंध के साथ समस्या को हल करना आसान है क्योंकि हमारे पास क्लोजड फॉर्म सॉल्यूशन हैं आनुपातिक नियम भी काम करता है तो इस को पहले हल करना आसान है और फिर जांच लें कि क्या यह समाधान इसको संतुष्ट करता है फिर यह दोनों के लिए इष्टतम है अन्यथा हमें इसके लिए हल करना होगा और यह स्वतः ही दूसरे को संतुष्ट करेगा तो यह वह तरीका है जिससे हम कई वस्तुओं का ध्यान रखते हैं हम ऐसी स्थिति के बारे में नहीं बताते हैं जहाँ जहां आपके पास एक से अधिक बाधाएँ हैं और फिर आप एक से अधिक लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों को लेते हैं इसमें आवश्यक श्रम बहुत अधिक है और यह अत्यधिक जटिल हो जाता है जबकि इसे हमेशा एक ही बाधा समस्या के रूप में हल किया जाता है जिसमें एक समय में एक समस्या हो यह दो बाध्यताओं के निर्माण की तुलना में बहुत आसान है अब हम इस समस्या के एक और संस्करण को देखते हैं अब विशेष रूप से जब हमारे पास कई आइटम हैं तो हम एक और पहलू पर विचार करना चाहेंगे जब हमारे पास कई आइटम होंगे अब मान लेते हैं कि कई चीजें अनिवार्य रूप से एक ही वेंडर से आती हैं अब मान लेते हैं कि ये दोनों आइटम एक ही विक्रेता से आते हैं जो दोनों की आपूर्ति करता है अब अगर हमने इनमें से प्रत्येक की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर देने के लिए चुना है तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि यह कुछ 817 ऑर्डर होंगे और दूसरा लगभग 816 और 1291 ऑर्डर होंगे इसलिए 816 ऑर्डर और 1291 ऑर्डर प्रति वर्ष हैं और हम यह भी जानते हैं कि ऑर्डर साइकल सिंक्रनाइज़ नहीं होते हैं उदाहरण के लिए हम यहां हर 47 दिन में ऑर्डर दे रहे हैं और मोटे तौर पर लगभग यहां हर 30 दिनों या 29 दिनों में जब ऑर्डर साइकल सिंक्रनाइज़ नहीं होते हैं इसलिए यदि हम ऑर्डर देने की प्रक्रिया को देखते हैं तो ऑर्डर देने की प्रक्रिया विशेष रूप से ऑर्डर की लागत है पर काफी हद तक हावी है परिवहन की लागत और निरीक्षण की लागत अब अगर हम चूंकि ये दोनों एक ही विक्रेता से आ रहे हैं अगर हम उन्हें एक साथ ऑर्डर करने में सक्षम हैं और संख्याओं को समान बनाते हैं ताकि ऑर्डर करने वाली आवृत्तियां समान हों अब ये दोनों आपूर्तिकर्ता से कारखाने तक एक ही ट्रक में आ सकते हैं निरीक्षण की लागत अभी भी इसके लिए और साथ ही इसके लिए खर्च की जाती है लेकिन परिवहन लागत को काफी कम किया जा सकता है क्योंकि दोनों एक ही ट्रक में आ सकते हैं यदि उन्हें अलग तरीके से ऑर्डर दिया जाता है तो हम जानते हैं कि इसे अलग से आना होगा इसके लिए अलग से आना होगा इसलिए परिवहन की लागत दो बार है जहां अगर हम ऐसा करते हैं तो परिवहन की लागत एक ही है इसलिए हम एक ही विक्रेता के पास से आने वाली कई वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं अब हम ऑर्डर की लागत को दो घटकों में विभाजित करते हैं एक को प्रशासनिक लागत और दूसरे को ट्रक लागत कहा जाता है इसलिए यदि हम दो ऑर्डरों को जोड़ते हैं तो हम अभी भी दो प्रशासनिक लागतों को जोड़ते हैं लेकिन फिर हम केवल एक ट्रक लागत को व्यय करते हैं अब कुल ऑर्डर लागत में एक बचत होती है जब आइटम एक साथ ऑर्डर करते हैं और जब वे एक ही विक्रेता से आते हैं अब क्या यह किफायती है या यदि यह किफायती है तो क्या हम इसे लागू कर सकते हैं यह दूसरा प्रश्न है जिसे हम देखना चाहेंगे अब मान लेते हैं कि ऑर्डर की लागत दो घटकों से बनी है अब इसे प्रशासनिक लागत कहा जाता है जिसे हम C 0 1 कहते हैं और इसे ट्रक लागत कहा जाता है जिसे C 0 2 कहा जाता है अब मान लेते हैं कि हम इन दोनों वस्तुओं को एक साथ ऑर्डर करते हैं मान लेते हैं कि ऑर्डरों की संख्या n है तो n ऑर्डर हैं अब जब हम उन्हें एक साथ ऑर्डर देते हैं तो कुल ऑर्डर लागत Co 2 C 0 1 C 0 2 होगा क्योंकि केवल एक ट्रक की लागत और दो प्रशासनिक लागत होगी इसलिए यदि हम दोनों को एक साथ ऑर्डर करते हैं और कुल n ऑर्डर होंगे तो कुल लागत होगी यदि प्रति वर्ष n ऑर्डर हैं तो कुल लागत 2 C 0 1 C 0 2 होगी यह प्रति वर्ष कुल ऑर्डर करने की लागत है प्रति वर्ष कुल वहन लागत होगी यदि आइटम j के लिए D j की मांग है तो ऑर्डर मात्रा Q j D j n क्योंकि प्रति वर्ष n ऑर्डर हैं तो Q j D j n होगा और इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत Q j 2 x i C j होगी इसलिए Σ Q j 2 x i C j अब हमें n का सर्वोत्तम मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता है तो इसे d TC d n को डिफरेंशिएट करके इसे 0 के बराबर सेट करके प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यह हमें 2 x C 0 1 C 0 2 i C j 2 या i Σ D j C j n 2 0 है अब यह n विभेदन में जाएगा इसलिए आपको 2 C 01 C 02 मिलेगा i बाहर निकाला जा सकता है i 2 को बाहर निकाला जा सकता है Σ D j C j एक स्थिरांक है तो यह यहीं रहेगा 1 n हमें 1 n2 0 देगा इसमें से हमारे पास n 2 होगा या n2 i Σ D j C j 2 2 C 0 1 C 0 2 इसे दूसरी तरफ ले जाएं n 2 यहाँ जाता है यह मात्रा नीचे आती है तो n 2 i Σ D j C j 2 गुणा यह है और n √ i Σ D j C j 2 2 C 0 1 C 0 2 अब इस में D j वार्षिक मांग है आइटम j के लिए C j आइटम j के लिए इकाई लागत है ऑर्डर की लागत में दो घटक होते हैं जो प्रशासनिक लागत और ट्रक की लागत है ऑर्डरों के संयोजन से हम 1 ट्रक लागत और 2 प्रशासनिक लागतों को व्यय करते हैं और n हमारे पास ऑर्डरों की समान संख्या है तो हम इस n को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और फिर हम इसे एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से अगले लेक्चर में समझाते हैं